नमस्कार हीप के इस तीसरे प्रदर्शन में आपका स्वागत है यह एनपीटीईएल के सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग कोर्स का हिस्सा है तो इस कोड को विशेषत डाउनलोड किया जा सकता है आप इसे अपने वर्चुअल मशीन से डाउनलोड कर सकते हैं जो इस कोर्स के साथ आता है और हम फिर इन कोड को चला सकते हैं इसलिए हम आज t2c को देख रहे हैं अब यह विशेष कोड एक अटैक नहीं है या यह वास्तव में एक भेद्यता नहीं दिखाता है लेकिन यह अनिवार्य रूप से आपको हीप आवंटनकर्ता के आंतरिक कामकाज के बारे में कुछ पहलुओं को बताने के लिए उपयोग किया जाता है इस हीप आवंटन में विभिन्न भाग हैं पहली चीज़ जो हम करेंगे हम एक एक करके इसे देखेंगे हम इस तरह से विभिन्न बिंदुओं में कार्यक्रम को तोड़ेंगे और हम इस कार्यक्रम का एक हिस्सा देखेंगे तो हम इस विशेष कार्यक्रम में क्या करते हैं कि हम उनमें से 9 a1 से a9 के कैरेक्टर पॉइंटरस को परिभाषित करते हैं और उनमें से प्रत्येक के लिए 120 बाइट आवंटित करते हैं और फिर इन 9 पॉइंटरस में से प्रत्येक के लिए पते प्रिंट करते हैं तो यह इसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं है इसलिए हम t2 को क्लीन मेक और रन करेंगे ठीक है और एक चीज जो हमें देखने की जरूरत है वह यह है कि इन 9 पॉइंटरस को अलग अलग पते आवंटित किए गए हैं तो ध्यान दें कि प्रत्येक आवंटन अनुरोध 120 बाइट्स के लिए है और यदि आप वास्तव में किसी भी लगातार दो पॉइंटरस के बीच का अंतर लेते हैं उदाहरण के लिए a2 और a1 a5 और a4 या a4 और a3 तो आप देखेंगे कि इन पतों में अंतर 128 बाइट्स का है मेटाडेटा की उपस्थिति के कारण अतिरिक्त 8 बाइट्स आते हैं इसलिए उदाहरण के लिए मेमोरी चंक a1 के मेटाडेटा मौजूद है उदाहरण के लिए a2 जो 0804B490 पर शुरू होता है मेटाडेटा जो साइज रखता है और अन्य जानकारी इससे पहले 8 बाइट्स स्थान पर शुरू होती है इस तरह अन्य सभी पॉइंटर्स के लिए भी यही बात लागू होती है अगला जो हम देखेंगे वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिसे ट्रैवर्स हीप फ़ंक्शन के रूप में जाना जाता है तो हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम हीप को ट्रैवर्स करते जा रहे हैं और हीप में मौजूद विभिन्न मेटाडेटा सामग्री को देखेंगे इसलिए इस फंक्शन में जाने से पहले ट्रैवर्स हीप फ़ंक्शन के बाद एक एग्जिट फंक्शन लगा देते हैं जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि हम एक आंशिक आउटपुट प्राप्त करेंगे तो यह विशेष रूप से ट्रैवर्स हीप फ़ंक्शन एक मेमोरी लोकेशन लेता है उदाहरण के लिए a1 यहाँ जो संयोग से मेमोरी का पहला मॉलोक हिस्सा है और फिर इसे a1 हिस्सा के लिए मेटाडेटा के लिए एक पॉइंटर प्राप्त होगा जो 8 बाइट्स के स्थान पर है जहाँ से पॉइंटर वास्तव में प्राप्त होता है तो मेटाडेटा में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं एक वह साइज है जो 31 बिट्स का है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू होता है जो कि पहले बिट में 31 बिट और इन यूज बिट में से है जो 0 वें या सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट में से एक है 1 का मान इन यूज में है जबकि यहाँ पर 0 का मान इंगित करता है कि पिछला हिस्सा फ्री है जो चंक का साइज आवंटित किया गया है इसलिए चूंकि हमने 120 बाइट्स के लिए अनुरोध किया है और प्रत्येक मॉलोक अनुरोध के लिए अतिरिक्त 8 बाइट्स आवंटित हैं इसलिए हम जो देखने की उम्मीद करेंगे वह यह है कि इस चंक का आकार 128 बाइट्स है तो यह एक प्रिंटफ है जो तब एक पॉइंटर को प्रिंट करने वाले विभिन्न पहलुओं को प्रिंट करता है यह साइज को प्रिंट करता है और यह निर्धारित करता है कि क्या यह उपयोग में है या उपयोग में नहीं है इसलिए हम इस प्रोग्राम को फिर से संकलित करें और चलाएं और हम मेटाडेटा के आंतरिक विवरण देखें अब इन पॉइंटरस में से प्रत्येक के अनुरूप जिसे हमने परिभाषित किया है हमें चंक का स्थान मिलता है इसलिए उदाहरण के लिए a1 0804B410 स्थान पर है और 1 के लिए मेटाडेटा 0804B408 स्थान पर है अब इस मेटाडेटा का साइज जैसा कि हमने उल्लेख किया है 128 बाइट्स अनुरोधित आवंटन के लिए 120 बाइट्स और मेटाडेटा के लिए 8 बाइट्स हैं हम यह भी ध्यान दें कि पिछले उपयोग फलेग में 1 सेट है इसलिए यह इंगित करता है कि मेमोरी का पिछला चंक बेकार हैं अगली चीज़ जो हम करते हैं वह है कि हम एक कदम आगे बढ़ें हम इस ट्रैवर्स हीप को निष्क्रिय कर सकते हैं एग्जिट फंक्शन को यहां से हटा दें और ध्यान दें कि हमने वास्तव में इन पॉइंटर्स के एक जोड़े को फ्री कर दिया है तो हम वास्तव में हम a2 a4 a6 और a8 को फ्री कर चुके हैं और हम फिर से हीप को ट्रैवर्स करते हैं और इस नए ट्रैवर्स के ठीक बाद एक एग्जिट लगा देते हैं और जो हम देखने जा रहे हैं वह यह है कि फ्री इन्वोकेशन के कारण मेटाडाटा उपस्थित है इसलिए हम फिर से कंपाइल करते हैं हम देखते हैं कि पहले के विपरीत जहां सभी इन यूज बिट 1 में सेट किए गए थे क्योंकि हमने वास्तव में 4 पॉइंटर्स को फ्री कर दिया है मेमोरी के 4 भाग हमारे पास इन पिछले 4 इन यूज बिट में 1 सेट हैं चलिए थोड़ा इसे और ध्यान से देखते हैं तो पहली बात यह है कि यह सभी पॉइंटर्स a1से a9 एक दूसरे के सन्निकट हैं a1 सबसे निचला पता हैं a2 a3 और उसके बाद a9 तक आगे बढ़ते क्रम में है इसलिए जब हमने a2 को फ्री कर दिया है तो फ्री आवंटन एक लिंक्ड लिस्ट में इस a2 पॉइंटर के अनुरूप चंक जोड़ता है और चिन्हित होता है फिर अगले चंक में 0 के रूप में इन यूज बिट में इसलिए उदाहरण के लिए यहाँ a2 से संबंधित है यदि आप अभी अनुसरण करते हैं इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि इन यूज बिट में a3 के अनुरूप मेमोरी का अगला हिस्सा 0 पर सेट है इसलिए हम इन कुछ लाइनों में हम क्या करते हैं कि हम पहले यह निर्धारित करते हैं कि क्या अगला चंक आसन्न चंक इन यूज बिट सेट 0 में है यदि हां तो हम उस लिंक्ड लिस्ट के बारे में कुछ विवरण प्रिंट करते हैं जिसे पीटीमेलाक बनाए रखता है तो इस विशेष मामले में लिंक्ड लिस्ट क्रमशः चंक प्लस 2 और चंक प्लस 3 स्थानों पर मौजूद होंगी तो यह मेमोरी में पिछली और अगले पॉइंटर्स जो लिंक्ड लिस्ट में अगले नोड्स हैं को रखती है इसलिए जब से हमने आवंटन हटा दिया है या जो हमने मेमोरी a2 a4 a6 और a8 को फ्री किया है हमारे पास लिंक्ड लिस्ट में 4 नोड्स हैं तो हम वास्तव में इस विशेष लिंक्ड लिस्ट का पालन कर सकते हैं हम यह विशेष पॉइंटर् f7fb87b0 वास्तव में हीप प्रबंधन के भीतर कुछ स्थान को इंगित करेगा इसलिए यह पीटीमेलाक को लिंक्ड लिस्ट के हैड की पहचान करने की अनुमति देगा अगला पॉइंटर 0804B588 है जो अनिवार्य रूप से अगले फ्री चंक की ओर इशारा करता है जो यह है और आप इस विशेष रूप से अगले फ्री चंक को देखते हैं यह फ्री चंक्स है हम पिछले पॉइंटर पहला चंक को इंगित करते हुए देखते हैं और अगला पॉइंटर अगले चंक की ओर इंगित करते हुए देखते हैं इसलिए हमने यहां जो देखा है वह एक डबली लिंक लिस्ट है जिसमें हमारे पास यह चंक है जो दूसरे चंक की ओर इंगित करता है दूसरा चंक तीसरा चंक की ओर इंगित करता है तीसरा चंक चौथी चंक को इंगित करता है और इसी तरीके से आगे भी इसके अलावा ध्यान दें कि यह एक सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट है क्योंकि लिस्ट में अंतिम फ्री चंक भी उसी स्थान को इंगित करता है जो कि पहले चंक f7fb87b0 है अब हम फिर से क्या करते हैं कि हम फिर से मेमोरी आवंटित करने के लिए मेलाक को अनुरोध करेंगे और जो हम देखेंगे वह यह है कि चूंकि लिंक्ड लिस्ट उपलब्ध है और लिंक्ड लिस्ट खाली नहीं है तो पीटीमेलाक वास्तव में इस लिंक्ड लिस्ट में मौजूद मेमोरी की एक फ्री चंक को हटा देगा और मेमोरी के इस chunk को इस मेलाक अनुरोध के लिए आवंटित करेगा इसलिए हम जो करेंगे वह यहाँ से एग्जिट को हटा देंगे और प्रोग्राम को पूरा होने देंगे और हम देखेंगे कि कैसे मेटाडेटा मॉलॉक में संग्रहीत होता है तो यह फ्री मेमोरी चंक्स की लिंक्ड लिस्ट में 4 एलिमेंट के साथ यहां पहले ट्रैवर्स हीप से मेल खाती है अब इस आबंटन और अन्य 120 बाइट्स के साथ जो पीटीमेलाक ने किया है इन चंक्सों में से एक का उपयोग किया जाता है जो कि फ्री लिस्ट में हैं और इसलिए अब हमारी फ्री लिस्ट में सिर्फ तीन मेमोरी चंक्स मौजूद हैं यह भी ध्यान दें कि आवंटित की गई मेमोरी हाल ही में फ्री a2 से मेल खाती है इसलिए उदाहरण के लिए a2 इस स्थान 0804B490 की ओर इशारा कर रहा था और इसे फ्री कर दिया गया था और नए मेमोरी अनुरोध को भी बिल्कुल उसी मेमोरी चंक दिया गया था इसलिए यह नया अनुरोध और a2 दोनों एक ही मेमोरी चंक को इंगित करता है धन्यवाद